नमस्कार मित्रों फंडामेंटल्स ऑफ न्यूक्लियर पावर जेनरेशन के विषय पर हमारे मूक्स MOOC's पाठ्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है और आज हम रिएक्टर थर्मल हाइड्रोलिक्स पर 5वां मॉड्यूल शुरू करने जा रहे हैं शब्द थर्मल हाइड्रोलिक्स आप में से कुछ को इसके बारे में पता हो सकता है कि आप में से कुछ को नहीं हो सकता है तो बस इस पर अद्यतन करने के लिए थर्मल हाइड्रोलिक्स शब्द में थर्मल और हाइड्रोलिक्स शब्द शामिल हैं तो क्या आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि इसका क्या उल्लेख हो सकता है थर्मल हीट ट्रांसफर के विश्लेषण से जुड़ा है और हाइड्रोलिक्स द्रव प्रवाह से जुड़ा है और इसलिए थर्मल हाइड्रोलिक्स शब्द का उपयोग आमतौर पर हीट ट्रांसफर फ्लुड फ्लो समस्याओं के एक साथ विश्लेषण के लिए किया जाता है और इसलिए इस विशेष मॉड्यूल में क्या जा रहा है हम न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जब भी आवश्यक हो हीट ट्रांसफर पहलू और प्रवाह पहलुओं को भी देखने जा रहे हैं शुरू करने के लिए 4 मॉड्यूल पर एक त्वरित नज़र डालें हमें ऐसा लगा कि मैं आपको पहले मॉड्यूल में ही वापस ले जा रहा हूं जहां यह चित्र दिखाया गया था जब भी कोई न्यूट्रॉन या यूरेनियम 235 न्यूक्लियस से टकराता है तो यह शुरू में यूरेनियम 236 के रूप में एक अस्थायी न्यूक्लियस बनाता है और फिर हमारे पास फिशन रिएक्शन होती है जब यह मध्यवर्ती न्यूक्लियस या आइसोटोप दो अधिक हल्के आइसोटोप में टूट जाता है इस मामले में यह क्रिप्टन 92 और बेरियम 141 प्लस 3 न्यूट्रॉन है और यह ऊर्जा की बड़ी मात्रा से भी जुड़ा है पहले मॉड्यूल में ही हमने सीखा है कि जब भी ऐसी रिएक्शन दी जाती है तो उसमें निहित भौतिकी को समझने की कोशिश किए बिना हमने सीखा है ऊर्जा मुक्ति की इस मात्रा की गणना कैसे करें हम जानते हैं कि जब भी इस मास का मान हम मास डिफेक्ट की गणना कर सकते हैं यानी उत्पादों का मास या संयुक्त मास इन सभी अभिकारकों के संयुक्त मास से थोड़ा अधिक उत्पन्न होगा और इस अंतर को मास डिफेक्ट कहा गया और हम जानते हैं कि मास डिफेक्ट गुणा c स्क्वायर इस रिएक्शन के दौरान जारी की गई ऊर्जा की कुल मात्रा से संबंधित हो सकता है जब भी हम सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में भी कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं तो आम तौर पर मास डिफेक्ट की मात्रा कम होती है लेकिन रासायनिक रिएक्शन में आम तौर पर हमें जो मास डिफेक्ट मिलता है वह रासायनिक रिएक्शन की तुलना में नगण्य रूप से छोटा होता है और इसलिए रासायनिक रिएक्शन हैं तो हमें एक न्यूक्लियर रिएक्शन मिलती है जो मुझे कहना चाहिए और यही कारण है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्ति मिलती है जो कि समकक्ष रासायनिक रिएक्शन की तुलना में 10 की पावर 6 से 10 की पावर 7 गुना तक अधिक हो सकती है तो पहले मॉड्यूल में ही हमने सीखा है एक बार जब हम इसमें शामिल सभी घटकों के मास को जान लेते हैं तो ऊर्जा की इस मात्रा की गणना कैसे करें लेकिन दूसरे मॉड्यूल में हमने सीखा कि कुछ समय में कई न्यूक्लियस होते हैं जो स्वतःस्फूर्त रेडियोएक्टिव डीके से गुजर सकते हैं फिशन रिएक्शन का यह विशेष रूप सामान्य नहीं है या यह स्वाभाविक रूप से नहीं होता है बल्कि हमें इस तरह की रिएक्शन को न्यूक्लियस को उपयुक्त चार्ज कण के साथ मारकर प्रेरित करना होगा जो आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी की श्रेणी में आता है और यहां तक कि जब हम एक कण के साथ एक न्यूक्लियस पर हमला करते हैं आमतौर पर न्यूट्रॉन सबसे उपयुक्त कण होता है हमारे पास विभिन्न प्रकार की रिएक्शन हो सकती हैं जैसे कि हमारे पास स्कैटरिंग हो सकता है जो इलास्टिक और इनलास्टिक दोनों टकरावों से जुड़ा होता है यानी न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस अपनी गति ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं और इलास्टिक टक्कर के मामले में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों का एक पूर्ण संरक्षण हो सकता है इनलास्टिक टक्कर के मामले में हमारे पास कुछ मात्रा में ऊर्जा रिलीज भी होती है हम किसी प्रकार की ट्रांसफर रिएक्शन भी कर सकते हैं केवल कुल स्थितियों के एक बहुत ही छोटे अंश में हम न्यूक्लियस में तटस्थ होने को अवशोषित कर सकते हैं और जब भी न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में अवशोषित हो जाते हैं तो यह फिशन रिएक्शन होने की गारंटी नहीं है बल्कि हमने तीसरे मॉड्यूल में सीखा है कि इस कुल न्यूट्रॉन का केवल एक अंश है जो अवशोषित हो जाता है फिशन को प्रेरित कर सकता है जैसे कि जब यूरेनियम 235 केवल 85 प्रतिशत मामले में न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है तो हमारे पास फिशन रिएक्शन हो सकती है शेष स्थिति में हम यूरेनियम 236 आइसोटोप का उत्पादन करने के लिए नॉन फिशन पर कब्जा हो सकता है और क्या यह एक रिएक्शन है कि सब कुछ होगा या नहीं जो दृढ़ता से न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस की ऊर्जा पर निर्भर करता है जैसे समीकरण जो मैं यहां दिखा रहा हूं यह विशेष रिएक्शन है केवल थर्मल न्यूट्रॉन यानी एक न्यूट्रॉन जिसमें 0025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के स्तर की ऊर्जा होती है आमतौर पर एक उच्च ऊर्जा न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के लिए इस तरह की रिएक्शन का कारण नहीं बनता है इसलिए चौथे मॉड्यूल में हम न्यूट्रॉन को विशेष रूप से रिएक्टरों के अंदर न्यूट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत करीब से देखते हैं हम देखते हैं कि रिएक्शन के दौरान उत्पादित शक्ति इस तरह की रिएक्शन से दी जा सकती है जहां यह विशेष शब्द फिशन के दौरान जारी ऊर्जा की मात्रा से जुड़ा हुआ है यहां E R यह सिंगल फिशन रिएक्शन के दौरान जारी ऊर्जा की मात्रा है जो आम तौर पर 200 MeV के क्रम का होता है सिग्मा f मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन है और यह न्यूट्रॉन फ्लक्स आम तौर पर थर्मल न्यूट्रॉन फ्लक्स होता है लेकिन यहां न्यूट्रॉन के रूप में अलग अलग न्यूट्रॉन रिएक्टरों में अलग अलग ऊर्जा स्तर तक जा सकते हैं इसलिए हमें इसे किसी विशेष स्थान पर सभी संभावित ऊर्जा स्तरों पर इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है और फिर रिएक्टर द्वारा उत्पादित कुल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें इसे संपूर्ण वॉल्यूम में इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है तो जानते हैं कि हम कमोबेश न्यूट्रॉन फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन की गणना के बारे में जानते हैं जैसे कि हमने पिछले मॉड्यूल में विभिन्न मामलों का अध्ययन किया है और एक बार जब हम न्यूट्रॉन फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन को जान लेते हैं तो E R और सिग्मा f कमोबेश आजकल मानक हैं इसलिए केवल हम न्यूट्रॉन फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन को जानते हुए हम कमोबेश उस कुल शक्ति की गणना कर सकते हैं जो एक रिएक्टर के अंदर फिशन द्वारा उत्पन्न की गई है लेकिन एक बार हमारे पास शक्ति है और फिर उसके साथ क्या करना है बेशक हमें शक्ति को किसी कूलेंट धारा में संचारित करने की आवश्यकता है जिसका उपयोग हम बाद में बिजली उत्पादन के लिए करेंगे और इस विशेष मॉड्यूल में हम उस विशेष विद्युत संचरण या ऊर्जा संचरण प्रक्रिया को देखने जा रहे हैं अब शुरू करने के लिए मैंने शायद पहले उल्लेख किया है कि आम तौर पर हम न्यूक्लियर रिएक्टरों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस जहां होमोजेनियस न्यूक्लियर का अर्थ है जहां हमारे पास सभी पदार्थों का एक समान डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो वर्तमान में रिएक्टर के अंदर हो सकता है यानी रिएक्टर के पूरे वॉल्यूम से बता दें कि यह एक रिएक्टर है अब अगर हम कहीं से नमूना लेते हैं और यहां कहीं से नमूना लेते हैं और यहां कहीं से तीसरा नमूना लेते हैं तो इन सभी नमूनों में समान रासायनिक संरचना होनी चाहिए और तभी हम इसे होमोजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर कहेंगे आम तौर पर एक होमोजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारे पास घुलनशील परमाणु नमक होता है जो आमतौर पर यूरेनियम का सल्फेट या नाइट्रेट लवण होता है जो पानी में घुल जाता है अब जब पानी सामान्य पानी हो सकता है या यह हैवी वाटर भी हो सकता है बस याद रखें कि पानी के लिए हैवी वाटर के प्रयास जहां हाइड्रोजन वास्तव में ड्यूटेरियम है तो यहाँ परमाणु नमक आम तौर पर सामान्य रूप से हैवी वाटर और एसिड में भी घुल जाता है एसिड सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड हो सकता है और इस तरह के इस तरह के एक एक्वस सलूशन न्यूक्लियर फ्यूल की उपस्थिति के कारण एक्वस होमोजेनियस रिएक्टर AHR भी कहा जाता है उन्हें कभी कभी वॉटर ब्वॉयलरस् कहा जाता है ब्वॉयलिंग वाटर रिएक्टर से भ्रमित नहीं हो जो एक सामान्य प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्टर है वॉटर ब्वॉयलरस् इस AHR को संदर्भित करता है क्योंकि पानी के अणु जो रिएक्टर के अंदर मौजूद हो सकते हैं वे एक तरह से अपघटन प्रक्रिया से गुजर सकते हैं अपघटन प्रक्रिया जब वह रेडिएशन के अधीन होती है तो इस तरह के रेडियोएक्टिव डीकंपोज हो जाते हैं इस तरह के रेडियोएक्टिव डीकंपोजिशन के कारण इस रिएक्टर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बुलबुले दिखाई दे सकते हैं इसलिए इन्हें वाटर बॉयलरस् कहा जाता है यह ओखरी जंक्शन प्रयोगशाला में विकसित एक बहुत पुराने और लोकप्रिय AHR की एक शास्त्रीय विशेषता है हम इसके विवरण में नहीं जाना चाहते हैं केवल आपके विचार के लिए जहां हमारे पास एक सामान्य पोत है और पोत के अंदर दबाव पोत के अंदर इस तरह के दबाव पोतों के अंदर हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल का यह एक्वस सलूशन है और सब कुछ उसके अंदर होता है आप देख सकते हैं कि यह 60 इंच का डायमीटर है जो बहुत बड़ा है अब होमोजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर कई फायदे प्रदान करता है जैसे यह प्राकृतिक यूरेनियम के साथ ही क्रिटीकेलिटी प्राप्त कर सकता है यदि आप एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के पहले के विश्लेषण के बारे में सोचते हैं जो हमने किया है तो एक क्रिटीकेलिटी कंडीशन होने के लिए हमारे पास इस थर्मल फिशन फैक्टर एक बड़ा मूल्य होना चाहिए और थर्मल यूटिलाइजेशन फैक्टर का भी काफी बड़ा मूल्य होना चाहिए अब एक प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 का केवल 07 प्रतिशत है शेष यूरेनियम 238 है इसलिए इस रेजोनेंस अब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी का एक महत्वपूर्ण मूल्य हो सकता है लेकिन फिर भी बड़ा वॉल्यूम और समान मिश्रण शेल का बड़ा वॉल्यूम और फ्यूल और मॉडरेटर के समान मिश्रण के कारण होमोजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर आम तौर पर प्राकृतिक यूरेनियम के साथ ही क्रिटीकेलिटी प्राप्त कर सकते हैं और अक्सर एनरिच्ड यूरेनियम के साथ भी उपयोग किया जाता है और यदि समृद्ध यूरेनियम का उपयोग किया जाता है तो वे एक उत्कृष्ट स्पेसिफिक फ्यूल आवश्यकता प्रदान करते हैं जो आम तौर पर अन्य प्रकार के रिएक्टरों की तुलना में बहुत कम है जैसे हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर रिएक्टर हैं होमो जीनियस संस्करण के मामले में न्यूट्रॉन अर्थव्यवस्था भी बेहतर है क्योंकि न्यूट्रॉन सभी तरफ से न्यूट्रॉन और ईंधन से घिरे होते हैं और इसलिए अर्थात प्रत्येक न्यूट्रॉन या तो मॉडरेटर न्यूक्लीय या फ्यूल न्यूक्लीय से घिरा होता है और इसलिए हेट्रोजीनियस संस्करण की तुलना में उत्कृष्ट न्यूट्रॉन अर्थव्यवस्था है आत्म नियंत्रण में भी बहुत अच्छा है और रेडियोएक्टिविटी में बड़ी वृद्धि को संभाल सकता है क्योंकि उनकी बड़ी मात्रा में एक मॉडरेटर कूलेंट मौजूद है हालांकि होमोजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर अपने चुनौतीपूर्ण कैनेटीक्स और नियंत्रण मुद्दों के कारण व्यावसायिक उपयोग के लिए बहुत लोकप्रिय नहीं हैं जबकि उनके पास बहुत अच्छी आत्म नियंत्रण विशेषता है बाहरी नियंत्रण केवल उस होमोजेनियस मिश्रण के कारण फिर से काफी कठिन है हम स्वतंत्र रूप से रिएक्टिविटी को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक बार जब हम रिएक्टर शुरू कर देते हैं तो हमारे पास ईंधन के मास पर विशेष नियंत्रण नहीं होता है और मॉडरेटर का मास जो वहां मौजूद है और हमारे पास भी नहीं है इसका मतलब रिएक्शन रिएक्टिविटी पर सीधा नियंत्रण है तो AHR मुख्य रूप से अनुसंधान रिएक्टरों प्रयोगशाला पैमाने के छोटे रिएक्टरों तक ही सीमित है उनके लिए एक बड़ी समस्या सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग भी है पानी में यूरेनियम सल्फेट से सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन होता है और ऐसा गर्म सल्फ्यूरिक एसिड स्टेनलेस स्टील के लिए अत्यंत संक्षारक होता है जो न्यूक्लियर रिएक्टरों में उपयोग की जाने वाली सामान्य सामग्री में से एक है और साथ ही रेडियोलाइटिक अपघटन के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बुलबुले की उपस्थिति नियंत्रण की दृष्टि से एक और बड़ा मुद्दा है जब हम यूरेनियम नाइट्रेट ईंधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है बल्कि हमारे पास गर्म नाइट्रिक एसिड है नाइट्रिक एसिड स्टेनलेस स्टील के लिए बहुत अधिक मित्रवत है यह स्टेनलेस स्टील को इतना खराब नहीं करता है लेकिन हर कोई जानता है कि यह कितना मुश्किल हो सकता है विशेष रूप से उच्च तापमान पर नाइट्रिक एसिड को संभालने के लिए तो ये होमोजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर का वाणिज्यिक बिजली उत्पादन के लिए इतना अधिक उपयोग नहीं करने के कारण हैं बल्कि वे इनलाइन फ्यूल से मेडिकल आइसोटोप को अलग करने या हाइड्रोजन के उत्पादन के उस रेडियोलाइटिक अपघटन का उपयोग करने जैसे बहुत छोटे पैमाने पर उपयोग के लिए अधिक प्रतिबंधित हैं अब जबकि होमोजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर ज्यादातर प्रायोगिक या प्रयोगशाला पैमाने के रिएक्टरों तक सीमित हैं नए वाणिज्यिक बिजली उत्पादन के लिए लगभग सभी संभावित अनुप्रयोगों में हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर प्रचलित हैं हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारे पास सामग्री होती है फिशनेबल सामग्री यानी ईंधन और मॉडरेटर अलग अलग रखते हैं लेकिन वे आम तौर पर किसी प्रकार के नियमित पैटर्न में जोड़े जाते हैं कुछ प्रकार के दोहराए जाने वाले नियमित पैटर्न और प्रत्येक ईंधन घटक को आम तौर पर आसन्न ईंधन घटक के साथ एक मॉडरेटर द्वारा अलग किया जाता है बस इस तरह की एक प्रतिनिधित्व तस्वीर यहाँ लाल ब्लॉक वास्तव में ईंधन हैं जो मॉडरेटर से घिरे हुए हैं यह पीले रंग का एक सभी संभावित तरफ से है कूलेंट बह रहा है यह नीली रेखा कूलेंट को संदर्भित करती है जोकि रिएक्टर कूलेंट के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है जो कि उत्पन्न हुई सभी ऊर्जा के लिए है इस कूलेंट धारा द्वारा ली गई फिशन रिएक्शन के कारण हमारे पास वह कंट्रोल रॉड्स भी हो सकती हैं जो नियंत्रण इकाइयों की हैं अगले मॉड्यूल में उनकी चर्चा करेंगे यह सिर्फ एक प्रतिनिधि चित्र है लेकिन ईंधन के यह लाल ब्लॉक जो आप पा सकते हैं व्यावहारिक मामलों में भी वे कमोबेश समान दिखते हैं वही हमारे पास आम तौर पर दो प्रकार के डिज़ाइन हो सकते हैं एक हमारे पास एक प्लेट टाइप का रिएक्टर हो सकता है यह एक रिएक्टर नहीं है मुझे कहना चाहिए प्लेट टाइप के फ्यूल एलिमेंट जहां प्रत्येक फ्यूल एलिमेंट रैक्टेंगुलर प्लेट की तरह का एक आकार है बहुत पतली रैक्टेंगुलर प्लेट मुझे कहना चाहिए और फिर एक मॉडरेटर में डुबोया जाना चाहिए अन्य संभावित डिजाइन सर्कुलर सेक्शन सिलैंडरिकल डिजाइन हो सकते हैं फिर से सिलेंडर का डायमीटर आमतौर पर ऊंचाई की तुलना में काफी छोटा रखा जाता है आमतौर पर पॉलीगोनल क्रॉस सेक्शन वाले लोंगिट्यूडिनल तत्व होते हैं जो एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं हेक्सागोनल क्रॉस सेक्शन सबसे आम है जैसा कि यहां दिखाया गया है यहाँ सभी सर्कुलर तत्व फ्यूल रोड्स हैं सिलैंडरिकल फ्यूल तत्व फ्यूल रोड्स कहलाते हैं ये सर्कल फ्यूल रोड्स हैं और बीच में सभी गैप मॉडरेटर या कूलेंट द्वारा अधिकृत हैं हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टरों में रैक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकते हैं लेकिन हेक्सागोनल को ज्यादातर उल्लिखित किया जाता है अब न्यूक्लियर रिएक्टरों को विभिन्न श्रेणियों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है वास्तव में अब से हम हेट्रोजीनियस शब्द का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि हम केवल हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं और हेट्रोजीनियस रिएक्टरों में कई प्रकार के वर्गीकरण हो सकते हैं जैसे एक सामान्य वर्गीकरण न्यूट्रॉन पर आधारित होता है जिसका उपयोग अंदर किया जा रहा है इसलिए न्यूट्रॉन फ्लक्स प्रोफाइल के आधार पर हमारे पास फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर या फास्ट रिएक्टर हो सकते हैं और थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर या थर्मल रिएक्टर फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर उनके कंडक्शन के लिए फास्ट न्यूट्रॉन का उपयोग किया जाता है और इसलिए उन्हें एक ऐसे ईंधन का उपयोग करना चाहिए जिसमें इस फास्ट फिशन क्रॉस सेक्शन का कुछ महत्वपूर्ण मूल्य हो इसी तरह थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर थर्मल न्यूट्रॉन का उपयोग करते हैं तो थर्मल रिएक्टरों के मामले में मॉडरेटर की एक बड़ी भूमिका होती है मॉडरेटर के आधार पर थर्मल रिएक्टरों को वर्गीकृत किया जा सकता है लाइट वाटर मॉडरेटर रिएक्टर हैवी वाटर मॉडरेटर रिएक्टर और ग्रेफाइट मॉडरेटर रिएक्टर यहां मैं फिर से उल्लेख करना चाहूंगा कि न्यूक्लियर रिएक्टरों लाइट वाटर आम तौर पर काफी खराब शब्द है क्योंकि यहां हम किसी ऐसे पानी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो आम तरल पदार्थ से है बल्कि हम आम पानी के बारे में ही बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें हैवी वाटर से अलग करने के लिए पानी इस शब्द का उपयोग परमाणु क्षेत्र के मामले में सार्वभौमिक रूप से किया जाता है और इसलिए कम से कम इस तरह के नामों में हमें इस लाइट वाटर रिएक्टर की शब्दावली का उपयोग करना होगा अब सामान्य पानी हैवी वाटर और ग्रेफाइट और यह लाइटर वाटर जैसे तीन प्रकार के मॉडरेटर हो सकते हैं तो लाइट वाटर रिएक्टर के फिर से दो सिद्धांत वर्गीकरण हैं ब्वॉयलिंग वॉटर रिएक्टर और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर कहा जा सकता है कुछ अन्य भी हो सकते हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे इसी तरह ग्रेफाइट मॉडरेटर रिएक्टर भी कूलेंट की प्रकृति के आधार पर हो सकते हैं वे गैस कूल्ड या वाटर कूल्ड हो सकते हैं और फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टरों के मामले में फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर में मॉडरेटर क्या हो सकता है मॉडरेटर का उद्देश्य क्या है मॉडरेटर का उद्देश्य केवल थर्मल न्यूट्रॉन स्तर के साथ एक फास्ट न्यूट्रॉन को धीमा करना है और एक फास्ट रिएक्टर में हम खुद फास्ट न्यूट्रॉन का उपयोग करना चाहते हैं और हम इसे धीमा करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं और इसलिए एक फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर में कोई मॉडरेटर नहीं होता है बल्कि यह फास्ट न्यूट्रॉन ही ईंधन में फिशन को प्रेरित करता है और उस ऊर्जा को कूलेंट में स्थानांतरित करता है फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर आमतौर पर लिक्विड मेटल कूल्ड होते हैं यानी वे कूलेंट नाम के रूप में लिक्विड मेटल्स का उपयोग करते हैं यह एक प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर के लिए लगभग एक योजनाबद्ध आरेख है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के मामले में प्रेशराइजर का उपयोग करके पानी को सिंगल फेज में बनाए रखा जाता है प्रेशराइज़र रिएक्टर के अंदर एक ऐसा दबाव बनाए रखता है कि पानी के अधिकतम तापमान को सैचुरेशन टेंपरेचर को पार करने की अनुमति नहीं दी जाती है और इसलिए हम सिंगल फेज ऑपरेशन देख रहे हैं और यह एक ब्वॉयलिंग वॉटर रिएक्टर है ब्वॉयलिंग वॉटर रिएक्टर के मामले में पानी या तरल पदार्थ को उबलने दिया जाता है और भाप में परिवर्तित हो जाता है या मुझे कहना चाहिए कि पानी का एक हिस्सा भाप में परिवर्तित हो जाता है और भाप को टर्बाइन के रूप में बाद के प्रसंस्करण के माध्यम से लिया जाता है और टरबाइन और कंडेनसर और पंप में एक विस्तार और फिर से पुनरावर्तन के रूप में कोर में वापस तो हमारे पास कूलेंट की विस्तृत विविधता हो सकती है जैसा कि हम यहां से देख सकते हैं ये दोनों ये दोनों आंकड़े लाइट वाटर रिएक्टरों को संदर्भित करते हैं लेकिन एक मामले में हम न्यूक्लियर फिशन द्वारा उत्पादित सारी गर्मी को ले जाने के लिए सिंगल फेज वाटर का उपयोग कर रहे हैं जबकि दूसरे मामले में हम फेज चेंज प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से गर्मी ले जाने के लिए हमारे पास गैस कूल्ड रिएक्टर भी हो सकते हैं जो फिर से प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर के समान होते हैं वे सिंगल फेज सिंगल फेज गैसियस माध्यम में रहते हैं लेकिन गैस को कोर के माध्यम से प्रसारित करने की अनुमति दी जाती है और हीट को बाद के डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है और फिर वापस लाया जाता है वही लिक्विड मेटल कूल्ड रिएक्टर के बारे में भी PWR के समान होता है यानी कूलेंट एक तरल होता है जैसे तरल सोडियम या तरल पोटेशियम और वह अपने पूरे ऑपरेशन के दौरान उसी स्थिति में रहता है कई प्रकार के न्यूक्लियर फ्यूल हो सकते हैं जो हम पा सकते हैं एक ऑक्साइड ईंधन हो सकता है यूरेनियम ऑक्साइड या प्लूटोनियम ऑक्साइड या इसका मिश्रण रिएक्टर के अंदर ईंधन के रूप में मिलना काफी आम है जैसे ऑक्साइड ईंधन आम तौर पर शुद्ध धातु की तुलना में बहुत उच्च गलनांक प्रदान करते हैं और साथ ही चूंकि वे पहले से ही ऑक्साइड रूप में हैं इसलिए आगे ऑक्सीकरण की कोई संभावना नहीं है वहां ऑपरेशन की थर्मल सीमा का विस्तार करके ऑक्साइड ईंधन आमतौर पर सिर्फ यूरेनियम ऑक्साइड हो सकता है यूरेनिल नाइट्रेट आम तौर पर अमोनिया जैसे कुछ मूल पदार्थ के साथ रिएक्शन करके U 3 O 2 का उत्पादन करता है जिसे बाद में हाइड्रोजन या आर्गन के वातावरण में गर्म करके यूरेनियम ऑक्साइड में बदल दिया जाता है आमतौर पर अक्रिय गैस का वातावरण अन्य MOX हो सकते हैं MOX वास्तव में मिक्स ऑक्साइड को संदर्भित करता है मिक्स ऑक्साइड का मतलब यहां है ईंधन में यूरेनियम ऑक्साइड और प्लूटोनियम ऑक्साइड दोनों शामिल हैं प्लूटोनियम ऑक्साइड में कुल मिश्रण का लगभग 20 से 25 प्रतिशत शामिल हो सकता है और वे निम्न एनरिच्ड यूरेनियम की तरह व्यवहार करते पाए जाते हैं उसी तरह के मिश्रण में जब हम प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग कर रहे होते हैं लेकिन शुद्ध यूरेनियम या प्राकृतिक यूरेनियम के साथ हमें जो मिलता है उसकी तुलना में समग्र गुणन कारखानों में सुधार होता है अन्य प्रकार का ईंधन मेटल फ्यूल हो सकता है जहां शुद्ध धातु का उपयोग किया जाता है या उसमें से कुछ मिश्र धातु हो सकती है उनकी हमेशा उच्च थर्मल कंडक्टिविटी और ऑक्साइड की तुलना में फिशाइल न्यूक्लियस का बहुत उच्च घनत्व से पहचान होती है लेकिन उनका तापमान स्तर या लागू तापमान स्तर प्रतिबंधित है होता है यदि हम उच्च तापमान पर जाते हैं तो धातु पिघल सकती है या यह ऑक्सीकरण हो सकती है इस धातु ईंधन के लिए कई उदाहरण हैं एक TRIGA ईंधन हो सकता है TRIGA बहुत लोकप्रिय प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्टर है जो पाया जाता है जिसका उपयोग कई देशों द्वारा किया जा रहा है और यह वास्तव में एक मिश्र धातु है जिसमें यूरेनियम ज़िरकोनियम और हाइड्रोजन शामिल हैं और इसमें वास्तव में रिएक्टिविटी का नेगेटिव टेंपरेचर कॉएफिशिएंट है यह बहुत दिलचस्प है रिएक्टिविटी का नेगेटिव टेंपरेचर कॉएफिशिएंट संदर्भित करता है कि तापमान बढ़ता है रिएक्टिविटी कम होने लगती है और इसलिए रिएक्टर के पिघलने की कोई संभावना नहीं होती है यानी उच्च तापमान पर या जब रिएक्टर का तापमान बढ़ता रहता है तो रिएक्टिविटी घटती रहती है और एक आत्मनिर्भर तरीके से रिएक्टर अपने तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम है एक्टिनाइड फ्यूल्स हो सकते हैं एक्टिनाइड वास्तव में इन सभी तत्वों को संदर्भित करता है जो न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में कार्य कर सकते हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम यूरेनियम और प्लूटोनियम दो प्रमुख एक्टिनाइड हैं अन्य ईंधन जिनकी परमाणु संख्या 94 से अधिक है यानी प्लूटोनियम के बाद उन्हें आमतौर पर माइनर एक्टिनाइड्स कहा जाता है तो एक्टिनाइड फ्यूल्स आमतौर पर जिरकोनियम यूरेनियम प्लूटोनियम और कई छोटे एक्टिनाइड्स के विशिष्ट मिश्र धातु को संदर्भित करता है वे फास्ट रिएक्टरों का उपयोग करते हैं तीसरा एक मॉल्टन प्लूटोनियम है इसके क्रिटिकल प्वाइंट को कम करने के लिए प्लूटोनियम को अन्य धातुओं के साथ भी मिलाया जाता है और यह आमतौर पर अनुसंधान रिएक्टरों में उपयोग किया जाता है खासकर जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के साथ प्रयोग किया जाता है सिरेमिक फ्यूल्स भी हो सकते हैं सिरेमिक कुछ उच्च कंडक्टिविटी और गलनांक प्रदान करता है लेकिन वे न्यूट्रॉन प्रेरित सूजन के लिए प्रवण होते हैं यानी उच्च तापमान पर इसके वॉल्यूम में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है वहां हमारे पास आमतौर पर यूरेनियम नाइट्रेट और यूरेनियम कार्बाइड दो सिरेमिक फ्यूल्स के रूप में हो सकते हैं और अंतिम श्रेणी लिक्विड फ्यूल्स की है लिक्विड फ्यूल्स आमतौर पर होमोजेनियस रिएक्टरों के मुकाबले स्पष्ट कारणों से हेट्रोजीनियस रिएक्टरों में इतना अधिक उपयोग नहीं किया जाता है लिक्विड फ्यूल्स निम्नलिखित क्षमता जैसे स्वचालित भार के कारण सॉलि़ड फ्यूल्स की तुलना में निष्क्रिय सुरक्षा को बढ़ाता है हमारे पास होमोजेनियस रिएक्टर के मामले में वे ईंधन मिश्रण को काफी लंबी अवधि तक बनाए रख सकते हैं जिससे फ्यूल एफिशिएंसी प्रभावित होती है इसलिए किसी भी रिएक्टर में इन सभी प्रकार के ईंधन के साथ ईंधन का चयन करते समय हम कई कारकों पर विचार कर सकते हैं जैसे कि ईंधन में बहुत अधिक फिशन क्रॉस सेक्शन होना चाहिए दूसरे इसमें बहुत अधिक थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए ईंधन की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अधिक है फिर पूरे ईंधन में तापमान परिवर्तन काफी छोटा होगा ये थर्मल कंडक्टिविटी के सामान्य मूल्य हैं जैसे धात्विक यूरेनियम के लिए थर्मल कंडक्टिविटी 20 डिग्री सेल्सियस पर 25 से 665 डिग्री सेल्सियस पर 240 वोल्टमीटर केल्विन के बीच र यूरेनियम ऑक्साइड के लिए भिन्न हो सकती है यह केवल 25 वोल्टमीटर केल्विन से बहुत कम है जबकि प्लूटोनियम के लिए भी कंडक्टिविटी के रूप में यूरेनियम से कम जो फोर पॉइंट टू वोल्टमीटर केल्विन जैसा कुछ है उच्च तापमान पर ईंधन में पर्याप्त यांत्रिक शक्ति होनी चाहिए ताकि वह अपने आकार को बनाए रख सके और विकृत न हो जैसे यूरेनियम 665 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर अनुपयोगी है क्योंकि यूरेनियम में अल्फा बीटा और गामा फेजेस जैसे कई क्रिस्टलीन चरण हो सकते हैं और 665 डिग्री सेल्सियस से अधिक अल्फा चरण से बीटा चरण में अनुवाद होता है यूरेनियम भी उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है और ऑक्सीकरण हो जाता है और शुद्ध ईंधन के रूप में प्लूटोनियम के साथ एक और समस्या यह है कि यह कई क्रिस्टलीन फेजेस के रूप में भी है और इसलिए उच्च तापमान कम से कम उच्च कोर तापमान पर उपयोग करने का सुझाव नहीं दिया जाता है कंडक्शन के लिए उपलब्ध तापमान सीमा भी बड़ी होनी चाहिए और यह तभी संभव है जब उच्च गलनांक के रूप में सॉलि़ड फ्यूल जैसे शुद्ध धातु यूरेनियम के लिए गलनांक 1133 डिग्री सेल्सियस जैसा कुछ हो जबकि यूरेनियम ऑक्साइड के लिए यह काफी अधिक है 2800 डिग्री सेल्सियस से अधिक यह आधुनिक रिएक्टरों में ईंधन के रूप में धातु यूरेनियम के बजाय यूरेनियम ऑक्साइड का उपयोग करने का एक कारण है और अंत में उनके पास अच्छी संक्षारण रजिस्टेंस विशेषताएँ भी होनी चाहिए क्योंकि वे आम तौर पर बहने वाले कूलेंट के संपर्क में रहते हैं जो कम से कम कोरोजन का कारण बन सकता है या कम से कम कोरोजन करने की कोशिश कर सकता है फिर हम फ्यूल पैलेट और फ्यूल क्लैडिंग में आते हैं पैलेट फ्यूल एलिमेंट के प्रत्येक छोटे मॉड्यूल को संदर्भित करता है जो छोटी गोलियों के आकार का हो सकता है या एक छोटे टैबलेट की तरह हो सकता है और उन्हें एक जैकेट द्वारा कवर किया जाता है जिसे क्लैडिंग कहा जाता है क्लैडिंग के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जैसे यह एक बहुत विस्तृत आरेख है जहां आप यहां प्रत्येक मॉड्यूल को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जैसे यह एक फ्यूल मॉड्यूल है और यह मॉड्यूल क्लैडिंग सामग्री द्वारा कवर किया गया है इतने सारे फ्लूड मॉड्यूल प्रत्येक को दूसरे के ऊपर रखा जाता है और ऊर्जा की दृष्टि से उनका जुड़ाव होता है और उनकी क्लैडिंग भी एक सामान्य सामग्री होती है और इसलिए क्लैडिंग में कई महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं जैसे वे ईंधन को संरचनात्मक सहायता प्रदान कर सकते हैं और वहां हम विकृति को रोकते हैं इसका मतलब है कि उच्च तापमान पर हमें चाहिए कि ईंधन नरम हो जाए नरम हो जाए तो यह सीधे कूलेंट धारा में नहीं जा सकता बल्कि वे इस क्लैडिंग ट्यूब मोल्ड ट्यूब के अंदर ही रहते हैं एक और फायदा यह है कि रेडियोएक्टिव वेस्ट का कूलेंट में रिसाव को रोकना जो रेडियोएक्टिव वेस्ट पैदा किया जा रहा है जो आम तौर पर रिएक्टर के अंदर ही रहता है बाद में उनका मतलब हो सकता है कि उनका जीवन काल समाप्त होने के बाद उनका उपयोग इस खर्च किए गए ईंधन के रूप में किया जा सकता है और अंत में इस तरह कूलेंट को इस कचरे के रेडियोएक्टिव लीकेज से बचाया जा सकता है और अंत में जब गैस कूल रिएक्टरों के मामले में आप जानते हैं कि तरल की तुलना में गैस आमतौर पर बहुत कम हीट ट्रांसफर कॉएफिशिएंट से जुड़ी होती है और इसलिए उन्हें हीट ट्रांसफर के लिए किसी प्रकार की एक्सटेंडेड सर्फेसेज या फिंस की आवश्यकता होती है यह क्लैडिंग इस क्लैडिंग ट्यूब को ठीक से डिजाइन करके हम गैस कूल रिएक्टर के मामले में हीट ट्रांसफर को भी बढ़ा सकते हैं तो पानी को क्लैडिंग के लिए वांछनीय गुण होना चाहिए जो कि न्यूक्लियर फ्यूल के समान है इसका मतलब है कि उनके पास कम अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन होना चाहिए और थर्मल कंडक्टिविटी उच्च होनी चाहिए इसका मतलब है कि क्लैडिंग को ईंधन से जो भी ऊर्जा मिलती है वह तुरंत कूलेंट को प्रेषित करने में सक्षम है पहला बिंदु मुझे वापस जाना चाहिए कम अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन हमें सुनिश्चित करना है क्योंकि यदि क्लैडिंग स्वयं न्यूट्रॉन को अवशोषित करना शुरू कर देती है तो यह एक प्रकार का नुकसान होगा तो इसमें उच्च तापमान पर अच्छी मैकेनिकल स्ट्रैंथ होनी चाहिए ताकि आप स्वयं ईंधन का समर्थन कर सकें और अंत में क्लैडिंग सामग्री में ईंधन और कूलेंट के साथ रासायनिक संगतता होनी चाहिए विशेष रूप से ईंधन के साथ यह फ्यूल क्लैडिंग और कूलेंट इन तीनों सामग्रियों में आम तौर पर एक दूसरे के साथ संगतता होनी चाहिए और इसलिए मॉडरेटर है ये सामान्य क्लैडिंग सामग्री हैं जैसे एल्युमीनियम का उपयोग केवल 300 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के लिए किया जा सकता है और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण क्लैडिंग सामग्री मैग्नॉक्स हो सकती है जो वास्तव में मैग्नीशियम का मिश्र धातु है और इसमें एल्यूमीनियम और बेरियम हो सकता है और इसमें मैग्नीशियम भी हो सकता है यह 450 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान तक बना रह सकता है तीसरा सबसे पसंदीदा एक ज़िरकॉलॉय है जो ज़िरकोनियम का एक मिश्र धातु है और इसमें टिन लोहा क्रोमियम निकल वगैरह जैसे छोटे तत्व होते हैं और स्टेनलेस स्टील का भी उपयोग किया जा सकता है लेकिन स्टेनलेस स्टील के अपने मुद्दे हो सकते हैं इसलिए एक बार जब हम फ्यूल की संरचना के बारे में जान जाते हैं तो अब हम ऊर्जा विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए तैयार हैं या रिएक्टर का ऊर्जा विश्लेषण केवल एक फ्यूल तत्व हो सकता है हम जानते हैं कि प्रत्येक फ्यूल एक जैकेट से ढका होता है जिसे क्लैडिंग कहा जाता है और इसलिए फ्यूल के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है अगर हम विशेष रूप से सॉलि़ड फ्यूल के बारे में बात कर रहे हैं तो सॉलि़ड फ्यूल के अंदर उत्पन्न ऊर्जा जो सॉलिड के माध्यम से अपनी सेंट्रल लाइन से दीवार तक और फ्यूल की दीवार से क्लैडिंग है तो उस गर्मी को क्लैडिंग सामग्री के माध्यम से भी संचालित किया जाना है और आम तौर पर यह कूलेंट के संपर्क में आने में सक्षम होगा अब यह संक्षिप्त योजनाबद्ध निरूपण है यदि q ऊर्जा की मात्रा है जो कोर द्वारा उत्पादित किया जा रहा है और यदि कूलेंट कुछ तापमान के साथ आ रहा है और कुछ तत्व तापमान पर बाहर जा रहा है तो हम एक साधारण ऊर्जा संतुलन लिखते हैं q m ∫ dh m hout - hin यदि कूलेंट इस पूरे मार्ग में सिंगल फेस की स्थिति को बरकरार रखता है तो हम हमेशा इस बात को लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा के अनुसार dh बराबर Cp d T या Cp निरंतर दबाव पर du h dou t के बराबर होता है और वह यही कारण है कि हम सिंगल फेस की स्थिति के लिए इस तरह से लिख सकते हैं अगर Cp कांस्टेंट रहता है तो यह एक बहुत ही सीधा इंटीग्रेशन है लेकिन आम तौर पर Cp समय का एक मजबूत फंक्शन है विशेष रूप से उच्च तापमान पर जो क्वाड्रेटिक प्रकार का संबंध दिखा सकता है q m ∫ Cp dT और अगर कूलेंट फेस बदलता है तो स्थिति थोड़ी अधिक जटिल होती है तो इस ऊर्जा संतुलन में दो घटक होते हैं जब पहला यह इनलेट तापमान से सैचुरेशन टेंपरेचर तक सिंगल फेज एनर्जी है तो यहां hf सैचुरेटेड लिक्विड एंथैल्पी है और यह लेटेंट हीट ट्रांसफर होती है जहां यह x गुणवत्ता या आपूर्ति कूलेंट का मास फ्रेक्शन होता है जो वेपर फेज में परिवर्तित हो गया है q m hf - hin x hfθ अब यह व्यंजक हमने पहले पाया है फिशन पर यूनिट वॉल्यूम के कारण मुक्त ऊर्जा को इस प्रकार का व्यंजक दिया जा सकता है तो जहां E R जारी की गई ऊर्जा की मात्रा है फिशन के कारण सिग्मा f मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन है फाई न्यूट्रॉन द्वारा फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है अब आइए हम इस विशेष चार्ट पर एक नज़र डालें हमने पहले उल्लेख किया है कि वहाँ फिशन रिएक्शन के कारण लगभग 200 MeV वास्तव में 200 MeV से थोड़ा अधिक ऊर्जा की मात्रा जारी की जाती है जो कि मास डिफेक्ट से मेल खाती है लेकिन वह ऊर्जा कैसे प्रेषित किया जा रहा है बेशक फिशन के टुकड़े उसके अधिकांश हिस्से का ख्याल रखते हैं जो लगभग 168 MeV है लेकिन कई घटक हो सकते हैं जैसे कि बीटा और गामा किरणों द्वारा या न्यूट्रिनो द्वारा ले जाने वाली फिशन ऊर्जा फिशन और भी एक महत्वपूर्ण हो सकता है गामा किरणों द्वारा वहन की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा जो इस रिएक्शन के दौरान निकलती है लेकिन इन सभी संभावित योगदान में से यह 168 MeV फिशन के टुकड़ों से वास्तविक है और बीटा किरणों से यह पहला 8 MeV एक साथ मिलकर प्रयोग करने योग्य या थर्मल एनर्जी के रूप में उपलब्ध है बाकी जो उपलब्ध है या तो रेडिएशन के माध्यम से ऊर्जा या किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध है जैसे कि डिलेड न्यूट्रॉन डीके वगैरह से और इसलिए इस E R से निपटने के लिए हमारे पास कुल 207 का आंकड़ा था व्यावहारिक मामले में हमें इसका लगभग 80 प्रतिशत ही मिलने वाला है और इसलिए इस E R को एक प्रभावी मूल्य के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जो आम तौर पर इस सैद्धांतिक मूल्य का लगभग 80 प्रतिशत होता है और इसलिए हम इस इंटीग्रेशन को एक अनुमानित योग के रूप में कर सकते हैं जहां हम विचार कर रहे हैं j एक न्यूट्रॉन फ्लक्स के कई समूह हैं तो E R प्राइम एक स्थिरांक है जो इंटीग्रेशन के बाहर है और यहां j का संदर्भ है यहां j छोटे न्यूट्रॉन समूहों में से प्रत्येक के लिए है जिसे इस तरह माना जाएगा अगर हम पिछले मॉड्यूल से याद करते हैं कि एक रिएक्टर में हमारे पास न्यूट्रॉन के कई समूह हो सकते हैं और इसलिए हम अक्सर एक मल्टी ग्रुप दृष्टिकोण अपनाते हैं यही कारण है कि हम उन न्यूट्रॉनों को कई समूहों में विभाजित करते हैं और उनका योग करते हैं और उनमें से प्रत्येक के लिए गणना करते हैं और फिर इस उपलब्ध ऊर्जा की पूरी श्रृंखला पर योग करते हैं और वही यहां दिखाया गया है यहाँ j किसी विशेष ऐसे समूह को संदर्भित करता है n j यहाँ मौजूद न्यूक्लियस की कुल संख्या है और सिग्मा f j औसत फिशन है जो उस समूह के तहत माइक्रोस्कोपिक फिशन क्रॉस सेक्शन है और निश्चित रूप से फाई उस ऊर्जा स्तर का न्यूट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है हमने पिछले मॉड्यूल में इस फाई के डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा करने में बहुत समय बिताया है और आइए हम यहां से एक परिणाम लेते हैं यह एक परिणाम है जो एक सिलैंडरिकल रिएक्टर या एक सिलैंडरिकल फ्यूल एलिमेंट के लिए वहां दिखाया गया था यहां यह J नोट है यहां यह विशेष J नोट बेसेल फ़ंक्शन है E R फिशन के दौरान जारी ऊर्जा है जो कि 200 MeV के क्रम में है और यह एक सिग्मा f बार रिएक्टर का एवरेज फिशन क्रॉस सेक्शन है P रिएक्टर का पावर प्रोडक्शन या पावर रेटिंग है और यह V पूरे रिएक्टर का वॉल्यूम है तो कैपिटल R सिलेंडर की रेडियस को संदर्भित करता है और कैपिटल H सिलेंडर की ऊंचाई को संदर्भित करता है अब आइए हेट्रोजीनियस रिएक्टर पर विचार करें जिसमें छोटी संख्या में सिलैंडरिकल फ्यूल रॉड्स हैं इसलिए प्रत्येक रॉड को एक प्रकार के बेलनाकार रिएक्टर की तरह देखा जा सकता है और इनमें से प्रत्येक रॉड की रेडियस छोटी a और H की ऊंचाई होती है तो एवरेज मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन की गणना इस तरह की जा सकती है जहाँ pi a स्क्वायर H प्रत्येक फ्यूल रॉड का वॉल्यूम है n से गुणा करने पर सभी फ्यूल रॉड का कुल वॉल्यूम मिलता है और pi R स्क्वायर H रिएक्टर का वॉल्यूम है तो हम इसे इस तरह से एक रूप के रूप में सरल बना सकते हैं अगर हम उपरोक्त अभिव्यक्ति में सिग्मा f के लिए इस अभिव्यक्ति को रखते हैं तो हमें ऐसा मिलता है जो अंततः इस तरह के रूप में सरल हो जाता है तो अंत में पिछली स्लाइड अभिव्यक्ति में फाई के लिए इस अभिव्यक्ति को रखने से हमें इस तरह की ऊर्जा उत्पादन की वॉल्यूमेट्रिक दर मिलती है यहां ध्यान दें कि E R E R दोनों E R हैं जहां यह E R एक सिंगल फिशन रिएक्शन के दौरान जारी ऊर्जा की मात्रा को संदर्भित करता है ये सैद्धांतिक मूल्य हैं और E R प्राइम उस E R का प्रभावी मूल्य है जिसे थर्मल एनर्जी के रूप में पुनर्प्राप्त किया जा सकता है लेकिन फिर भी हम इस E R का उपयोग उस डिनॉमिनेटर में कर रहे हैं क्योंकि रिएक्टर के लिए पावर रेटिंग की गणना करते समय आम तौर पर E R प्रयोग किया जाता है चूंकि E R प्राइम E R कमोवेश कांस्टेंट है लेकिन E R प्राइम जो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में भिन्न हो सकता है तो जैसे कहें कि यह हमारा रिएक्टर है सिलैंडरिकल रिएक्टर यह सेंट्रल लाइन है जिसे हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में ले रहे हैं तो सेंट्रल लाइन ऊर्ध्वाधर दिशा में r बराबर 0 को संदर्भित करती है आइए हम सिलेंडर के मध्य को कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में लेते हैं तो यहाँ z यहाँ से शुरू होता है और इसलिए यदि हम इस व्यंजक में r को 0 के बराबर और z को 0 के बराबर रखते हैं अर्थात यदि हम इस विशेष स्थान के बारे में बात कर रहे हैं तो यह इस तरह के रूप में हो जाता है वास्तव में cos 0 बराबर 1 है और z नोट 0 भी 1 के बराबर है यह एसिंपटोटिकल 1 तक जाता है तो हम इसे मैक्सिमम वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ हीट जनरेशन की अभिव्यक्ति के रूप में प्राप्त करते हैं और उसको रख कर अंतिम अभिव्यक्ति इस तरह के रूप में सरल हो जाती है तो इस तरह से माध्यम की प्रकृति और हेट्रोजीनियस माध्यम की प्रकृति को जानकर और एक मानक समाधान का उपयोग करके हम हमेशा कुल ऊर्जा की गणना कर सकते हैं जो कूलेंट को स्थानांतरित करने के लिए उपलब्ध है तो आइए कुछ साधारण स्थितियों को लें या उन पर विचार करें हमारा पहला मामला प्लेट टाइप के फ्यूल एलिमेंट का है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि आमतौर पर रिएक्टरों में दो प्रकार के फ्यूल पैलेट होते हैं एक प्लेट टाइप का होता है और दूसरा सिलैंडरिकल या फ्यूल रॉड होता है तो यहां हमारे पास एक प्लेट टाइप का फ्यूल एलिमेंट है जिसकी मोटाई दो a है जो कि आरेख को दिखाना संभव नहीं है इसका क्रॉस सेक्शन हम कैपिटल A क्रॉस सेक्शन के रूप में ले रहे हैं जो इस स्लाइड के लंबवत है और दोनों तरफ यह तत्व b मोटाई के एक क्लैड्डिंग द्वारा कवर किया गया है अब अब आम तौर पर सामान्य रिएक्टरों में हम पाएंगे कि यह डायमेंशन दो a है अन्य दो दिशाओं में डायमेंशन की तुलना में बहुत छोटा है और इसलिए इसे एक डायमेंशनल समस्या के रूप में माना जा सकता है या देखा जा सकता है तो एक स्टेडी स्टेट के तहत फ्यूल में हीट ट्रांसफर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुरूप लिखा जा सकता है इसे इस तरह लिखा जा सकता है बस मैं यहां दोहराता हूं कि कंडक्शन ही एकमात्र तंत्र है जो ईंधन के ठोस होने की वजह से इसके अंदर हो रहा है और अब एक 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सामान्यीकृत हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखा जा सकता है ये क्रमशः x y और z दिशा में तीन डिफ्यूजन पद हैं प्लस हीट जनरेशन की वॉल्यूमेट्रिक दर ट्रांजियंट पद के बराबर है अब यहां हम कई धारणाएं रख रहे हैं बेशक एक धारणा 1D है जिसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है तो 1D के मामले में यह बंद हो जाता है और यह भी ऐसा ही है और हम भी यहाँ स्टेडी स्टेट में हैं यह पद है तो यह भी बंद हो जाता है और हमारे विश्लेषण को एक डायमेंशनल समस्या तक सीमित कर देता है यदि आप अन्य मान्यताओं पर भी विचार करते हैं तो हमें एक महत्वपूर्ण धारणा पर विचार करना होगा जिस पर हम अक्सर विचार करते हैं वह है हीट जनरेशन की एक समान दर अब वास्तव में यह सच नहीं है और अगले व्याख्यान में हम इस धारणा को शिथिल करेंगे लेकिन यहां एक सरलीकृत मामले के रूप में आइए हम विचार करें कि फिशन हीट जनरेशन की दर पूरे रिएक्टर में एक समान है हम प्रॉपर्टीज के कांस्टेंट होने प्रॉपर्टीज जैसे ईंधन की थर्मल कंडक्टिविटी और क्लैडिंग के लिए भी विचार कर रहे हैं इसलिए यह डिफरेंशियल से बाहर आ गया है और हम किसी भी प्रकार के वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को नगण्य मान रहे हैं जो तापमान में बदलाव और इस तरह के किसी भी तरह के प्रभाव के कारण प्रकट हो सकता है तो हम इस प्रारूप का हल इस दूसरे क्रम की ODE में x बराबर 0 से a तक प्राप्त करते हैं इन दो कॉएफिशिएंट्स के मूल्य की पहचान करने के लिए हमें दो बाउंड्री कंडीशंस की आवश्यकता है तो यह बाउंड्री कंडीशन पर हो सकता है जहां T नोट सेंट्रल लाइन टेंपरेचर को संदर्भित करता है और जिस क्षण हमें इस सेंट्रल लाइन टेंपरेचर के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं होती है 0 तो हम सिर्फ एक T नोट और फिर d T d x को x बराबर 0 पर भी 0 के बराबर रखते हैं अब इसका क्या अर्थ है इसका मतलब है कि टेंपरेचर प्रोफ़ाइल सेंट्रल लाइन के दोनों ओर या सेंट्रल लाइन के संबंध में एक मिरर इमेज है और यह पूरी तरह से तार्किक है क्योंकि ईंधन के अंदर हीट जनरेशन एक समान होती है और यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दिशाओं में डायमेंशन समान है और इसलिए टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन भी दोनों तरफ समान होना चाहिए या मुझे दोनों तरफ मिरर इमेज कहना चाहिए तो d T d x x बराबर 0 पर यदि हम कंडीशन का उपयोग करते हैं तो हम तुरंत c 1 के बराबर 0 के रूप में और फिर दूसरी कंडीशन रखने पर हमें c 2 बराबर T नोट मिलता है तो यह ईंधन के अंदर टेंपरेचर प्रोफ़ाइल के लिए एक अंतिम अभिव्यक्ति है इसलिए फ्यूल क्लैडिंग इंटरफ़ेस पर एक तापमान जो कि मैं इस विशेष सतह के बारे में बात कर रहा हूं हमें वहां x बराबर a रखना होगा T T0 - q"'x2 2kF इसलिए यदि हम x बराबर a रखते हैं तो हमें सतह का तापमान T नोट माइनस q ट्रिपल प्राइम a स्क्वायर बटे 2 k F प्राप्त होगा और इसे पुनर्व्यवस्थित करने से टेंपरेचर चेंज को फ्यूल सेंटर लाइन के पार क्लैडिंग सतह तक जो कि T नोट माइनस T s को q डॉट ट्रिपल प्राइम a स्क्वायर बटे 2 k F के रूप में लिखा जा सकता है और यदि q डॉट ईंधन द्वारा उत्पादित कुल शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो कि वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी जेनरेशन को इसके वॉल्यूम से गुणा किया जाना चाहिए और यह वॉल्यूम होना चाहिए छोटा a गुणा बड़ा A क्योंकि छोटा a आधे रिएक्टर का डायमेंशन है और बड़ा A क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ एक बात का उल्लेख करना चाहिए इस रिएक्टर के इस आधे भाग में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वह इस पक्ष में संचरित हो जाती है वैसे ही ऊर्जा जो रिएक्टर के इस पक्ष में उत्पन्न हो रही है जो इस तरफ प्रसारित हो रही है और इसलिए इस ऊर्जा संतुलन को करते समय या इस q डॉट को परिभाषित करते समय केवल आधे वॉल्यूम पर विचार कर रहे हैं तो इस q डॉट को आप रिएक्टर के आधे हिस्से की उत्पादित ऊर्जा या बिजली उत्पादन की दर के रूप में देख सकते हैं तो इस अभिव्यक्ति को यहां रखकर हमें यह अंतिम अभिव्यक्ति मिलती है और हम आम हीट ट्रांसफर में क्या कर रहे हैं आप इसके लिए विद्युत सादृश्य बना सकते हैं और थर्मल रजिस्टेंस को परिभाषित कर सकते हैं अब रजिस्टेंस को हीट ट्रांसफर के लिए ड्राइविंग फोर्स के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि ईंधन में टेंपरेचर डिफरेंस बटे हीट ट्रांसफर दर है अर्थात् ΔTfuel qa 2AkF अब हम क्लैडिंग की ओर बढ़ते हैं क्लैडिंग के अंदर कोई हीट जनरेशन नहीं होती है और इसलिए हमारे पास होमोजेनियस द्वितीय क्रम ODE का एक बहुत ही सरल रूप है जिसका समाधान c 3 x प्लस c 4 x बराबर a से b के लिए होगा अब हमारी बाउंड्री कंडीशन x बराबर a t बराबर T s सरफेस टेंपरेचर जिसका मूल्यांकन हमने पिछली स्लाइड में किया था और x बराबर a प्लस b यानी क्लैडिंग की बाहरी सतह पर यह Tc के बराबर है इसलिए यदि हम उन दोनों को डालते हैं तो यह टेंपरेचर प्रोफ़ाइल है जो हमें मिलने वाली है और अब हम इंटरफ़ेस बाउंड्री कंडीशन को लागू कर सकते हैं इंटरफ़ेस बाउंड्री कंडीशन हीट ट्रांसफर की दर और हीट ट्रांसफर की दर के टेंपरेचर ग्रेडियंट दोनों को संदर्भित करती है जोकि फ्यूल और क्लैडिंग के इंटरफेस पर समान होना चाहिए इसका मतलब है x बराबर a T पर या तापमान में निरंतरता होनी चाहिए और एक ही कंडीशन है जिसका उपयोग हम यहां x बराबर a T बराबर T के कर रहे हैं जैसा कि क्लैडिंग और फ्यूल दोनों के लिए है और यहां हम दूसरी कंडीशन का उपयोग कर सकते हैं जो कि हीट ट्रांसफर की दर कंडक्शन केवल हीट ट्रांसफर का तरीका है क्योंकि क्लैडिंग और फ्यूल दोनों ठोस हैं तो माइनस k d T d x x पर a के बराबर है उस फेस के माध्यम से प्रसारित होने वाले हीट फ्लक्स की कुल मात्रा के बराबर होना चाहिए यहां हमने फूरियर के हीट कंडक्शन के नियम और हीट फ्लक्स का उपयोग किया है जो कि फेजेस में से एक से बाहर आ रहा है मैं इसे बेहतर तरीके से लिखता हूं फेजेस में से किसी एक से निकलने वाला हीट फ्लक्स रिएक्टर के उस आधे हिस्से में उत्पादित ऊर्जा के बराबर होना चाहिए जैसा कि हमने पिछली दो स्लाइड में देखा है a बटे क्रॉस सेक्शन एरिया इसलिए हम यहां यह पद रख रहे हैं अब इस इंटरफ़ेस बाउंड्री कंडीशन का उपयोग करके हम गणना कर सकते हैं या हम प्राप्त कर सकते हैं हम इसका डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं और कंडीशन x बराबर a रख सकते हैं और बाद में हमें क्लैडिंग में टेंपरेचर चेंज मिलता है यानी T s माइनस T c इस प्रकार का होना चाहिए जैसे q डॉट b बटा A गुणा k c l T Ts - x - a b क्लैडिंग के लिए थर्मल रजिस्टेंस a A kcl फिल्म के लिए थर्मल रजिस्टेंस 1 Ah इसलिए थर्मल सादृश्य को फिर से चित्रित करते हुए हम क्लैडिंग के लिए थर्मल रजिस्टेंस छोटा a बटे A गुणा k c l के रूप में परिभाषित करते हैं अंत में क्लैडिंग तक पहुंचने वाली ऊर्जा को कूलेंट धारा में जाना चाहिए जो क्लैडिंग की सतह पर बहती है क्लैडिंग की सतह और वहां हीट ट्रांसफर का तरीका कन्वैक्शन है तो हम क्लैडिंग सतह पर क्लैडिंग के बीच एक सामान्य संतुलन लिख सकते हैं यानी क्लैडिंग द्वारा प्राप्त कंडक्शन हीट की मात्रा कन्वैक्शन द्वारा कूलेंट को हीट ट्रांसफर की मात्रा स्टडी स्टेट में के बराबर होनी चाहिए और इसलिए आधे रिएक्टर से कुल ऊर्जा उत्पादन की दर h A गुणा T c माइनस T बल्क के बराबर होनी चाहिए यहां छोटा h वही हीट ट्रांसफर कॉएफिशिएंट है और तदनुसार हम एक फिल्म हीट ट्रांसफर परिभाषित कर सकते हैं फिल्म टेंपरेचर डिफरेंस डेल्टा T T c और T बल्क के बीच टेंपरेचर डिफरेंस के रूप में और यह q डॉट बटे A h पाया जाता है इसलिए हम फिल्म के लिए थर्मल रजिस्टेंस परिभाषित कर सकते हैं जोकि A h का 1 है जिसके लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वैक्शन के लिए थर्मल रजिस्टेंस का वास्तव में मानक रूप है यह एक विशिष्ट टेंपरेचर प्रोफ़ाइल है जो हमारे पास हो सकती है वास्तव में रिएक्टरों में आप पा सकते हैं कि फ्यूल और क्लैडिंग को छोटे एयर गैप या गैप या किसी प्रकार की आंतरिक या किसी प्रकार की इनर्ट गैस द्वारा अलग किया जाता है तो ईंधन के अंदर हमें इस तरह का टेंपरेचर प्रोफ़ाइल मिल रहा है और यह पूरे ईंधन में तापमान परिवर्तन है यह क्लैडिंग में तापमान परिवर्तन है और यदि वहां गैप है तो हमें इस पर भी तापमान परिवर्तन मिलने जा रहे हैं और अंत में यह लिक्विड फिल्म के इस हिस्से में तापमान परिवर्तन है लिक्विड की फिल्म जो इस बीम की बाहरी सतह पर इस आवरण की बाहरी सतह पर उत्पन्न हो सकती है तो हम अगले व्याख्यान में फिर से ऐसा करेंगे लेकिन जैसा कि हमने पहले ही तीन हीट ट्रांसफर रजिस्टेंसेज पर गणना की है इसलिए हम टोटल टेंपरेचर डिफरेंस की संयुक्त अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ सकते हैं जो कि ऐसा हीट ट्रांसफर होने का कारण है जो इस विशेष बिंदु पर टेंपरेचर और बल्क टेंपरेचर के बीच का अंतर है तो T नोट माइनस T बल्क बटे हीट ट्रांसफर इन सभी रजिस्टेंजेस के योग के बराबर होना चाहिए हम पहले ही फ्यूल क्लैडिंग और कूलेंट या हीट कूलेंट फिल्म के अनुरूप रजिस्टेंस की गणना कर चुके हैं मुझे कहना चाहिए और अगर कोई गैप शामिल है तो उस गैप के लिए रजिस्टेंस की गणना करें और इसमें जोड़ें हम उसी तरह एक सिलैंडरिकल फ्यूल एलिमेंट का विश्लेषण कर सकते हैं यहां हमारे पास रेडियस छोटा a का एक सिलैंडरिकल फ्यूल पिन है और सिलेंडर के चारों ओर एक क्लैड्डिंग होता है जिसकी छोटे b की मोटाई होती है यहां हम समान विश्लेषण कर सकते हैं लेकिन सिलैंडरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुरूप चलते हुए तो यह सिलैंडरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वन डाइमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन है और इसे हल करके हम यहाँ हैं और फिर इसे एक बार फिर इंटीग्रेट करके हम इस विशेष टेंपरेचर प्रोफ़ाइल को इस सिलेंडर के अंदर प्राप्त कर रहे हैं जो कि r कम बराबर a के लिए है अब हम बाउंड्री कंडीशन का उपयोग करते हैं इसी तरह की बाउंड्री कंडीशन r बराबर 0 है तापमान T नोट है जो सेंट्रल लाइन का तापमान इंटर लाइन के प्रतिकूल प्लेन आफ सिमेट्री है इसके साथ साथ टेंपरेचर ग्रेडियंट 0 है तो दूसरी कंडीशन रखते हुए हम सीधे कह सकते हैं कि c 1 बराबर 0 है जैसे यदि हम r को 0 के बराबर और d T dr को 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ c 1 को 0 होना है और फिर इसे रखना है दूसरी बाउंड्री कंडीशन शेष इस समीकरण में हमें c 2 बराबर T नोट मिलता है और तदनुसार यह संबंधित टेंपरेचर प्रोफ़ाइल है इसलिए फ्यूल क्लैडिंग इंटरफेस पर तापमान जहां r बराबर a अगर हमें लगाने की आवश्यकता होती है तो हमें संबंधित अभिव्यक्ति मिल रही है और इसलिए ईंधन में तापमान अंतर q डॉट ट्रिपल प्राइम बटे 4 k F a स्क्वायर है रॉड के अंदर ऊर्जा उत्पादन की दर इस तरह से दी जा सकती है pi a स्क्वायर H इस रॉड का वॉल्यूम है और q डॉट ट्रिपल प्राइम ऊर्जा उत्पादन की दर प्रति इकाई वॉल्यूम है इसलिए यदि हम पिछली अभिव्यक्ति में इस परिभाषा का उपयोग करते हैं तो तापमान अंतर इस तरह लिखा जा सकता है T T0 - q"'G r2 4kF और अब हम ईंधन के लिए थर्मल रजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए फिर से विद्युत ऊर्जा खींच सकते हैं जो वास्तव में यह डेल्टा T बटे q डॉट से होगा ईंधन के लिए थर्मल रजिस्टेंस 1 4πHkF जहाँ H उस बेलन की ऊँचाई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं फिर से क्लैडिंग के अंदर हीट जेनरेशन की उपेक्षा करते हुए हमारे पास यह सरलीकृत अभिव्यक्ति है और फिर हम इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं अब बाउंड्री कंडीशन दोनों क्लैडिंग पर तापमान निर्दिष्ट करने के लिए हो सकती है यानी T r पर बराबर है a T s है और क्लैडिंग के दूसरे किनारे पर दूसरी कंडीशन है जो कि r बराबर a प्लस b T बराबर T c है इसलिए यदि हम उन्हें जोड़ते हैं तो हमें यह विशेष अभिव्यक्ति मिलती है मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसे स्वयं प्राप्त करें यह जटिल लगता है लेकिन वास्तव में यह काफी सरल हो सकता है और अब फिर से हम इंटरफ़ेस बाउंड्री कंडीशन लागू करते हैं वह ऊर्जा की कुल मात्रा है जो उस ईंधन द्वारा उत्पादित किया जा रहा है जो क्लैडिंग के माध्यम से ही होना चाहिए तो k dou T dou r r पर बराबर a गुणा एरिया गुणा संबंधित एरिया क्लैडिंग के अंदर उत्पादित ऊर्जा की मात्रा के बराबर होना चाहिए यहां 2 pi r H किसी भी रेडियस r पर सिलैंडरिकल एलिमेंट के क्षेत्र को संदर्भित करता है और H ऊँचाई है और तदनुसार हमें क्लैडिंग में टेंपरेचर डिफरेंस q डॉट गुणा log a प्लस b माइनस लॉग a बटे 2 pi H k c l के बराबर होता है और इसलिए हम क्लैडिंग के लिए थर्मल रजिस्टेंस को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं a प्लस b का log माइनस a बटे 2 pi H गुणा k c l का log और अंत में हम फिर से कूलेंट को कन्वेटिव हीट ट्रांसफर के अनुरूप एक थर्मल रजिस्टेंस के लिए परिभाषित कर सकते हैं जो क्लैडिंग से स्थानांतरित ऊर्जा को कूलेंट द्वारा प्राप्त ऊर्जा के बराबर करके छोटा h फिर से हीट ट्रांसफर कॉएफिशिएंट है और इसलिए हम एक फिल्म टेंपरेचर डिफरेंस को q डॉट बटा 2 pi a प्लस b H गुणा छोटे h के रूप में परिभाषित कर सकते हैं तो फिल्म के लिए संबंधित थर्मल रजिस्टेंस यह है इसलिए सिलैंडरिकल एलिमेंट के लिए एक प्लेनर एलिमेंट के मामले में भी हमने तीन थर्मल रजिस्टेंजेस की पहचान की है प्रॉपर्टीज को कांस्टेंट मानते हुए k F और k c l जैसी प्रॉपर्टी हम उन्हें कांस्टेंट मानते हैं तब हम जानते हैं कि तीन थर्मल रजिस्टेंजेस की गणना कैसे की जाती है और तदनुसार हम या तो बल्क टेंपरेचर की गणना कर सकते हैं यदि हमें सेंटर लाइन टेंपरेचर या सेंट्रल लाइन टेंपरेचर के बारे में जानकारी है यदि हम किसी तरह इन सभी 3 की पहचान करते हैं यदि हम बल्क फ्लूड टेंपरेचर की गणना या माप कर सकते हैं जो बहुत मुश्किल नहीं है निश्चित रूप से एक समस्या यह होगी कि यह छोटा h कंडक्टिव ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा जो गुणों पर निर्भर करता है और कूलेंट धारा के वेग स्तर पर भी लेकिन जिन दो ज्यामिति पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं वे दोनों काफी सरल हैं जैसे एक महत्वपूर्ण धारणा थी वास्तविक फ्यूल एलिमेंट के अंदर यूनिफॉर्म हीट जेनरेशन करना जो व्यावहारिक रूप से सत्य नहीं है जैसे कि पिछले मॉड्यूल में हमने पहले ही देखा है कि न्यूट्रॉन फ्लक्स का रिएक्टर के बारे में काफी जटिल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है और यदि न्यूट्रॉन फ्लक्स भिन्न हो रहा है तो हीट जनरेशन अनुपात में भिन्न होना है तो अगले व्याख्यान में हम इसे इस बिंदु से आगे ले जाएंगे जहां इस थर्मल रजिस्टेंस मूल्य का उपयोग किया जाएगा लेकिन हम न्यूट्रॉन फ्लक्स को बदलता हुआ मानने पर विचार करेंगे इसलिए इस प्रकार हम अधिक जटिल और सम्मिलित हीट ट्रांसफर एनालिसिस करने में सक्षम होंगे इसलिए मैं इसे आज यही तक छोड़ रहा हूं कृपया विश्लेषण को देखें और इन सभी डेरिवेशंस को देखें मैं आपसे इन सभी चरणों को अपने आप प्राप्त करने का अनुरोध करूंगा और इसलिए जब हम अगले व्याख्यान के लिए आते हैं तो आप सभी मध्यवर्ती चरणों को जानते हैं और आप जानते हैं कि हम हर बार इसे कैसे प्राप्त कर रहे हैं धन्यवाद और उसके लिए अलविदा